सभी को नमस्कार कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिजाइन के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज हम दवा की घुलनशीलता के बारे में बात करेंगे यह अत्यधिक महत्वपूर्ण पैरामीटर है क्योंकि ज्यादातर दवाओं को मौखिक रूप से लिया जाता है और उनको जल में घुलनशील होना चाहिए लेकिन फिर दवा GI tract में पहुंचती है पेट में आंतों में जाती है पेट में pH की मात्रा अधिक कम होती है यह 2 की मात्रा पर होती है और फिर 4 पर पहुंचती है इसलिए दवा को pH कि सभी स्थितियों पर घुलनशील होना चाहिए एक बार जब यह पूर्ण हो जाता है यह रक्त के प्रभाव में चला जाता है जहां का pH 74 है फिर दवा को घुलनशील होना चाहिए तो दवा को इन सभी स्थितियों पर घुलनशील होना चाहिए और इसलिए घुलनशीलता इसकी बायोअवेलेबिलिटी efficacy dosing strategy और बहुत सारे पैरामीटर्स को निर्धारित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो घुलनशीलता की परिभाषा क्या है यह किसी विशेष स्थिति पर एक विलायक में अधिकतम घुलनशीलता कि सांद्रता है इसका मतलब तापमान इत्यादि तो यह आंतों में अवशोषण को निर्धारित करता है तो यदि दवा घुलनशील नहीं है तो यह एक ठोस के रूप में रहती है तो यह GI tract के माध्यम से effluxed out हो जाती है और यह मौखिक बायोअवेलेबिलिटी को भी निर्धारित करती है क्योंकि जो कुछ भी अंदर जाता है उसको दूसरी तरफ टारगेट साइट पर आना होता है तो इसलिए मौखिक बायोअवेलेबिलिटी दवा की घुलनशीलता से निर्धारित होती है खराब घुलनशीलता के कारण खराब अवशोषण और खराब बायोअवेलेबिलिटी बड़ी समस्या है IV मैं अपर्याप्त घुलनशीलता क्योंकि भले ही दवा को इंट्रावेनस दिया गया है यह ठोस अवस्था में नहीं हो सकती है इसको पूर्णतया घुलना होगा यह कम गतिविधि का प्रदर्शन करेगा क्योंकि घुलनशीलता कम है इसलिए मेरी प्रयोगशाला में यह अच्छी तरह से काम कर सकता है लेकिन जब यह खराब घुलनशीलता के कारण GI से गुजरता है गतिविधि बहुत कम दिख सकती है उत्पाद का विकास एक बड़ा मुद्दा बन जाता है इसलिए यह बहुत महंगा हो जाता है मैं दवा को अधिक घुलनशील कैसे बनाऊं इसलिए हमें एक नई दवा वितरण प्रणाली इत्यादि के लिए सोचना पड़ सकता है और फिर रोगी के लिए यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है क्योंकि रोगी को दबा बार बार लेनी होगी क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी खराब है अवशोषण खराब है इसलिए यह रोगी के लिए एक बड़ी समस्या है इसलिए घुलनशीलता एक महत्वपूर्ण योगदान देती है यह दवा की मुंह और oral cavity से टारगेट साइट पर पहुंचने से पहले यात्रा की शुरुआत है तो हम इस पर ध्यान दें बेशक आप मौखिक दवा लेते हैं यह मैं पेट में चला जाता है इसे पूरी तरह से यहां पर घुलना होता है और यह घुलता है इसका मतलब जलीय घुलनशीलता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और फिर यह झिल्ली को पार करती है रक्त में पहुंचने से पहले lipid membrane को पार करती है तो जो कुछ भी घुलता नहीं है वह धीरे धीरे GI के माध्यम से नीचे चला जाता है और अगर यह pH 4 इत्यादि पर भी नहीं घुलता है तो यह उत्सर्जित हो जाता है इसलिए कम घुलनशीलता अवशोषण को सीमित करती है और निम्न मौखिक बायोअवेलेबिलिटी का कारण बनती है और निश्चित रूप से घुलनशीलता और पारगम्यता एक दूसरे का विरोध करती है मॉलिक्यूल के गुणों में इंट्रावेनस खुराक के लिए अच्छी घुलनशीलता का होना आवश्यक है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब दवा को इंट्रावेनस के रूप में दिया जाता है तो यह अंदर एक ठोस रूप में नहीं हो सकता है इसको पूरी तरह से घुलना चाहिए तो दवा के पैरामीटर या दवा के संरचनात्मक गुण क्या दवा की संरचनात्मक विशेषताएं है जो घुलनशीलता और पारगम्यता निर्धारित करती हैं घुलनशीलता पहला कदम है जहां पेट के तरल पदार्थ में पूरी तरह से घुल जाती है और फिर यह Lipid अवरोध को पार करती है और पारगम्यता रक्त प्रभाव में पहुंचती है तो बहुत से पैरामीटर मायने रखते हैं इसलिए हम उनमें से कुछ को देखने जा रहे हैं जैसे हम साथ चलते हैं माप मायने रखता है आकार मायने रखता है आकार भी पारगम्यता को करने वाला है क्योंकि बहुत बड़े आणविक भार पारगम्य नहीं हो पाते हैं फिर मॉलिक्यूल आवेश का वितरण होता है इसलिए यदि आवेश वितरण यदि आवेशित है तो निश्चित रूप से यह अधिक ध्रुवीय होगा इसलिए यह कम लिपोफिलिक होगा यह पारगम्य नहीं हो सकता है लेकिन इसमें अच्छी घुलनशीलता हो सकती है क्योंकि आवेश आयनीकरण यह सभी घुलनशीलता का निर्धारण करते हैं यही कारण है की घुलनशीलता और पारगम्यता एक प्रकार से विरोधी हैं यदि मेरे पास लवण के रूप में एक दवा है तो दवा अत्यधिक घुलनशील है क्योंकि आप जानते हैं कि लवण अत्यधिक घुलनशील होते हैं लेकिन अगर यह लवण है इसमें ध्रुवता हो सकती है इसलिए दवा के लिए लिपोफिलिक झिल्ली को पार करना और रक्त प्रभाव तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है इसलिए स्पष्ट रूप से घुलनशीलता और पारगम्यता यहां एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आयनीकरण आवेश यह सभी घुलनशीलता को निर्धारित करते हैं क्योंकि यह अत्यधिक hydrogen bonded है तो घुलनशीलता बहुत खराब है अगर यह आयनिक है तो निश्चित रूप से घुलनशीलता अच्छी है अगर इसे आवेशित किया जाए तो घुलनशीलता अच्छी होती है गलनांक भी घुलनशीलता को निर्धारित करता है क्योंकि गलनांक दवा के क्रिस्टलीकरण रुप इत्यादि के साथ संबंधित है क्रिस्टलीय पदार्थ की तुलना में अनाकार पदार्थ अधिक घुलनशील है तो आप कभी कभी दवा को और अधिक अनाकार बनाने की कोशिश करते हैं इसलिए घुलनशीलता और पारगम्यता एक दूसरे के विरोधी हैं और हम अगले कुछ व्याख्यान में इसे देखने जा रहे हैं घुलनशीलता आप घुलनशीलता मैं सुधार करने के लिए बहुत सारे संरचनात्मक संशोधन कर सकते हैं हम आयनीकरण समूह में रख सकते हैं जैसा मैंने कहा की लवण हमेशा अधिक घुलनशील होते हैं यही कारण है कि 70 दवाएं लवण के रूप में होती हैं LogP को कम करने LogP पर हम बाद की स्लाइड्स में ज्यादा समय व्यतीत करने जा रहे हैं यह हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक संतुलन को निर्धारित करता है तो अगर LogP अधिक है इसका मतलब कि यह हाइड्रोफोबिक है यदि LogP कम है इसका मतलब यह हाइड्रोफिलिक है इसका मतलब अधिक हाइड्रोफोबिक और कम हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक इत्यादि है और हम इस को बाद में विस्तार से देखेंगे हाइड्रोजन बांड डोनर और एक्सेप्टर को जोड़ना यह संरचनात्मक संशोधन है और यह एक और बात है जिसको कि हम कर सकते हैं ध्रुवीय समूहों को जोड़ना इसका मतलब हमारे पास यहां विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकते हैं क्रिस्टल पैकिंग को कम करने के लिए हम सतह के बाहर भी प्रतिस्थापन कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बंद संरचनाएं हैं और अत्यधिक क्रिस्टलीय सामग्री कम घुलनशील है इसलिए बाहर से प्रतिस्थापन करके crystallization को तोड़ सकते हैं फिर मॉलिक्यूलर भार को कम करते हैं यदि मॉलिक्यूलर भार बहुत कम है और दवा घुलनशील है बड़े आणविक पदार्थ घुलनशील नहीं है लवण के प्रारूप घुलनशीलता की दर को बढ़ा देते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि यह विशेष सॉफ्टवेयर SWISSADME संरचनाओं की घुलनशीलता क्या है इसका अनुमान लगाता है हम कुछ संरचनाएं बना सकते हैं और फिर हम यह कह सकते हैं कि यह घुलनशीलता है यह उपकरण है जो प्रतिगमन संबंधों का उपयोग कर रहा है हम इसमें से कुछ तकनीकों को देखने जा रहे हैं जिस से संरचनात्मक संशोधन के द्वारा घुलनशीलता को बेहतर कर सकते हैं आइए हम इस आयनीकरण समूह को देखें इसे Artemisinin कहां जाता है यह एक प्राकृतिक उत्पाद है यह मलेरिया का इलाज है इसके पास बहुत कम जलीय घुलनशीलता है आप बहुत सारे हाइड्रोफोबिक समूह को देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Ch2 बेशक इसको कुछ ऑक्सीजन मिला है लेकिन मुख्य रूप से बहुत सारे हाइड्रोफोबिक समूह हैं तो बे क्या करते हैं बे सोडियम लवण यहां जुड़ते हैं ताकि घुलनशीलता में सुधार हो इसको सोडियम लवण की वजह से अच्छी जलीय घुलनशीलता प्राप्त हुई है Taxol मैं ऐसा होता है Taxol एक कैंसर रोधी दवा है और यह बेहद खराब घुलनशीलता और बायोअवेलेबिलिटी रखता है इसलिए जब आप लवण का रूप बनाते हैं तो घुलनशीलता लगभग दोगुनी बढ़ जाती है और अब हम LogP के बारे में बात करेंगे यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आप पर आ रही है इसलिए मैं इस पर कुछ समय बिताऊंगा LogP जल विभाजन गुणांक के लिए octanol का अनुपात है इसलिए यदि आप एक दवा लेते हैं और octanol पानी का मिश्रण लेते हैं तो दवा octanol और पानी के बीच विभाजन करेगी पानी जलीय है इसलिए हाइड्रोफिलिक octanol लिपोफिलिक हाइड्रोफोबिक है तो यदि octanol मैं अधिक दवा है जिसका अर्थ है कि दवा हाइड्रोफोबिक है यदि दवा पानी में अधिक है जिसका अर्थ है कि यह हाइड्रोफिलिक है इसलिए LogP आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक संतुलन बताता है क्योंकि ऑक्टेनॉल पानी में हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक संतुलन होता है हाइड्रोफिलिक पानी में घुलनशील या रक्त में घुलनशील हाइड्रोफोबिक कोशिका झिल्ली के पार ट्रांसपोर्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं LogP घुलनशीलता और पारगम्यता के बीच विरोधाभास करने वाला है यदि LogP बहुत अधिक है अर्थात यह हाइड्रोफोबिक है तो यह lipid membrane से होकर गुजरेगा लेकिन घुलनशीलता खराब हो सकती है यदि LogP कम है इसका मतलब यह हाइड्रोफिलिक है इसका मतलब यह अधिक पानी में घुलनशील होगा लेकिन membrane से गुजरना मुश्किल हो सकता है अधिकांश दवा जैसे मॉलिक्यूल में LogP 2 से 4 का होगा तो आप एक संतुलन लेते हैं 2 हाइड्रोफिलिक है 4 हाइड्रोफोबिक है लेकिन यह ना तो इसका बहुत अधिक है और ना ही उसका बहुत अधिक है यह इसकी सुंदरता है तो आप LogP का अनुमान कैसे लगाते हैं लॉग्र्रिदम लेते हैं और दवा को octanol मैं और दवा को पानी में देखते हैं फिर SwissADME यदि आप उस सॉफ्टवेयर पर जाते हैं तो आप संरचनाओं को बना सकते हैं और हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विशेष संरचना का LogP क्या होगा इसलिए यदि LogP 2 बहुत कम है तो आप महसूस कर सकते हैं की यह हाइड्रोफिलिक होने जा रहा है इसलिए हाइड्रोफीलिसिटी को कम करना बेहतर है यदि उदाहरण के लिए LogP 4 से ऊपर है तो एंटीफंगल दबाव में से कुछ में LogP अधिक है यह अत्यधिक हाइड्रोफोबिक है और इसलिए आपको इसे अधिक हाइड्रोफिलिक बनाने के बारे में सोचना पड़ सकता है इसलिए आम तौर पर यदि आपके पास एक मॉलिक्यूल है और आप इसका परीक्षण कर रहे हैं तो यदि आपको लगता है LogP इस सीमा में नहीं है तो सावधान रहें इसकी घुलनशीलता और बायोअवेलेबिलिटी इत्यादि खराब हो सकते हैं तो यह समीकरण गैर आयनिक सामग्री गैर आयनिक कंपाउंड्स के लिए मान्य है यहां एक दूसरा शब्द है जिसको LogD कहते हैं यह आयनिक के लिए है यह सभी रूपों में सांद्रता पर विचार करता है आयनिक रूप में कंपाउंड गैर आयनिक रूप में कंपाउंड इत्यादि तो यह आयनिक और गैर आयनिक और निश्चित रूप से आप नहीं जान पाएंगे मान लीजिए कि आपके पास एक विलायक है तो आपके पास बहुत कम या व्यावहारिक रूप से शून्य आयनिक रूप हो सकता है जबकि जलीय ध्रुवीय कंपाउंड में लवण आयनिक जाएगा तो LogP octanol मैं दवा का लॉग्र्रिदम पानी में दवा का लॉग्र्रिदम है जबकि LogD दवा को ऑक्टेनॉल में आयनिक दवा को ऑक्टेनॉल में गैर आयनिक दवा का आयनीकरण पानी में दवा का गैर आयनीकरण पानी में लेंगे जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म जैसा विलायक है तो आपके पास आयनीकरण नहीं होने वाला है इसलिए यह शब्द प्रायोगिक रूप से शून्य हो जाएगा तो आपके पास जलीय अवस्था में 2 रूपों में एक दवा होगी आयनिक और गैर आयनिक लेकिन विलायक में आपके पास ऐसा नहीं होगा इसलिए इसे LogP कहा जाता है और इसे LogD कहा जाता है LogP की गणना करने के लिए विभिन्न तरीके हैं कई अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो कुछ प्रतिगमन संबंधों के आधार पर LogP की गणना करते हैं इसलिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स के आधार पर आपको अलग अलग उत्तर मिल सकते हैं यहां पर बहुत अंतर होगा क्योंकि प्रत्येक सॉफ्टवेयर लिटरेचर से 1000 अमाउंट का चयन करेगा जिनके LogP ज्ञात है या प्रायोगिक रूप से निर्धारित है और फिर यह एक प्रतिगमन संबंध विकसित करेंगे इसलिए यदि मैं एक सॉफ्टवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर का उपयोग करता हूं तो मुझे LogP के विभिन्न मूल्य मिल सकते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर group contribution method का उपयोग करते हैं इसका मतलब यह है कि OH समूह LogP की ओर कुछ मात्रा में हाइड्रोफिलिक की ओर योगदान देता है जबकि एक CH3 हाइड्रोफोबिक की ओर अधिक योगदान दे सकता है जिसे group contribution method कहा जाता है इसलिए वे LogP के आधार पर गणना करते हैं ताकि आप LogP के लिए अलग अलग मान प्राप्त कर सकें जो हमारे द्वारा उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर के प्रकार पर निर्भर करते हैं और इसी तरह हम LogD के लिए अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे द्वारा उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर के प्रकार पर निर्भर करते हैं तो LogP गैर आयनिक रूप है जबकि LogD अनेक रूप है और सामान्यता केवल जल में हम आयनिक और गैर आयनिक प्राप्त कर सकते हैं जबकि यदि हम क्लोरोफॉर्म जैसा कोई विलायक लेते हैं तो आपको आयनिक रूप नहीं मिलेगा यदि आप LogD की गणना कर रहे हैं तो हमारे पास अंश में केवल एक शब्द होगा तो प्रायोगिक रुप से मैं logP की गणना कैसे करूं मैं octanol और पानी का मिश्रण लेता हूं और फिर मैं दवा को अंदर डालता हूं और फिर मैं इसे अच्छी तरह से हिलाता हूं मैं octanol मैं और पानी में एक दवा लेता हूं फिर मैं दोनों को अच्छी तरह से हिलाता हूं फिर मैं देखता हूं octanol परत में दवा कितनी है पानी की परत में दवा कितनी है और फिर मैं एक अनुपात लेता हूं मैं लॉग्र्रिदम लेता हूं तो दवा की जो भी मात्रा octanol पर होती है हम इसको हाइड्रोफोबिक मानते हैं और जो भी दवा पानी में होती है हम उसको हाइड्रोफिलिक मानते हैं तो इस समानता को LogP कहा जाता है तो LogP भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जैसा कि मैंने पारगम्यता या प्रसार में कहा था इसलिए यह डेटा है जिसे इस संदर्भ में लिया गया था इसलिए हमें स्वीकार करना होगा इसलिए जैसे ही LogP बढ़ता है मैंने कहा यह बहुत ही हाइड्रोफोबिक हो जाता है तो इसके लिए अवरोध को पार करना आसान हो जाता है इसलिए प्रसार या पारगम्यता भी बहुत अधिक है Log P बहुत कम है इसलिए यह बहुत ही हाइड्रोफिलिक है इसलिए इसकी पारगम्यता जोकि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का ट्रांसपोर्ट लॉग्र्रिदम है बहुत बहुत कम है इसलिए उन्होंने यहां एक रेखीय संबंध बनाया है इसलिए जिन दवाओं में LogP बहुत अधिक है उन के माध्यम से भी बहुत अधिक प्रसार होगा बेशक यह ग्राफ घुलनशीलता भाग के बारे में बात नहीं करता है लेकिन यह केवल पारगम्यता या उसमें प्रसार के बारे में बात करता है तो LogP अगर मैं इसकी घुलनशीलता में सुधार करने के लिए LogP बदल सकता हूं तो इसे अधिक हाइड्रोफिलिक बनाया जा सकता है उदाहरण के लिए यह protease inhibitor है इन्हें protease inhibitor कहते हैं और इनका R नाइट्रोजन पर होता है ताकि आप अलग अलग R समूहों को देख सकें benzyloxycarbonyl 8 quinolinylsulphonyl 2 4 diflurophenylmethyl 2 pyridyl methyl तो विभिन्न R समूह हैं तो LogP लगातार नीचे जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं 467 37 369 298 और घुलनशील ता काफी बढ़ गई है लगभग 700 गुना हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं रक्त में यह 74 है यह Indinavir है protease inhibitor यह विशेष संदर्भ से लिया गया है जो बहुत ही रोचक है इसलिए हम यहां R समूह बदलते रहते हैं और इसे अधिक हाइड्रोफिलिक बनाते हैं या इस मान से LogP को कम करके इस मान को लिखते हैं घुलनशीलता भी बढ़ जाती है जैसा कि आप प्लाज्मा में 0001 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर से 007 तक देख सकते हैं इसलिए बड़ी वृद्धि हुई है इसलिए LogP को बदलकर या इसे हाइड्रोफिलिक में सुधार किया जाएगा बेशक यह पारगम्यता को प्रभावित कर सकता है हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन हम सिर्फ घुलनशीलता को देख रहे हैं यही कारण है कि दवाओं की खोज में कई पैरामीटर या विशेषताएं एक दूसरे के विपरीत होने जा रही है यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एक को बदलें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें जब आप एक को बदलते हैं और इसे अनुकूल बनाते हैं तो कुछ और प्रतिकूल हो सकता है जैसा कि आप इस विशेष उदाहरण में देख सकते हैं LogP अब हो रहा है और घुलनशीलता बढ़ रही है लेकिन हम इस विशेष परिवर्तन की पारगम्यता के बारे में नहीं जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्टर को जोड़कर जलीय घुलनशीलता को बदल सकते हैं उदाहरण के लिए एक हाइड्रोजन बांड डोनर और एक्सेप्टर क्या है ऑक्सीजन नाइट्रोजन को हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के रूप में परिभाषित किया गया है जबकि N H और O H समूह को हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के रूप में माना जाता है बेशक अम्ल में O H O और H मिलेगा तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर नहीं है कृपया याद रखें लेकिन अगर आप इस विशेष उदाहरण में पानी लेते हैं तो पानी आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इसलिए यहां ऑक्सीजन एक एक्सेप्टर बन जाता है जबकि यह O H और O H वास्तव में डोनर बन जाते हैं इसलिए यहां 3 चीजें हो रही हैं यह दान करने के साथ साथ स्वीकार भी कर रहा है तो इस दवा को देखो यह एक AIDS विरोधी दवा है यहां एक R समूह है R camphanoyl है यह खराब जलीय घुलनशीलता और बायोअवेलेबिलिटी रखता है तो यहां OH का परिचय दिया है इसे देखें हमने OH प्रस्तुत किया है तो क्या होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर हो सकता है फिर जलीय घुलनशीलता बढ़ जाती है बायोअवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है बहुत दिलचस्प फिर से इस विशेष संदर्भ से लिया गया था इन दवाओं को देखो यह सभी antifungal दवाएं हैं क्योंकि मूल रूप से मैंने कहा था की antifungal दवाओं में हमेशा खराब घुलनशीलता होती है इसे देखें इसे एक polyene macrolide कहां जाता है यह एक विशाल संरचना है इसलिए इसे macrolide कहा जाता है घुलनशीलता 011 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं घुलनशीलता प्रति मिलीलीटर 291 मिलीग्राम है और फिर इस घुलनशीलता को देखो 377 मिलीग्राम प्रति मिली लीटर हो गया है ध्रुवीय समूहों को जोड़ें इसलिए हम ध्रुवीयसमूह को जोड़ सकते हैं इसका अर्थ है कि हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जोड़ सकते हैं इस मॉलिक्यूल को देखें इसमें 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन मिला है घुलनशीलता 062 है अब उन्होंने यहां और यहां ऑक्सीजन जोड़ दिए हैं घुलनशीलता 169 हो जाती है इस मॉलिक्यूल को देखें CH2 समूह में से कुछ को हटा दिया गया है घुलनशीलता 166 हो गई है और अब एक एसिड को बाहर निकालिए यह घुलनशीलता 7 हो जाती है इसलिए हमने यहां घुलनशीलता को लगभग 10 गुना बढ़ा दिया है यहां LogP 212 है यहां यह 022 है क्योंकि हमने बहुत सारे CH2 समूहों को हटा दिया है जो कि हाइड्रोफोबिक है यही कारण है कि LogP नीचे चला गया है तो LogP नीचे चला गया है घुलनशीलता बढ़ गई है इसलिए हमने अधिक ध्रुवीय समूह जुड़े हैं सतह से बाहर प्रतिस्थापन अगर एक संरचना अच्छी तरह से पैक की जाती है तो बहुत क्रिस्टलीय है तो घुलनशीलता बहुत खराब है इस संरचना को देखें यह एक सतह है क्योंकि हमने रिंग्स को अलग अलग किया है इसलिए वह इस तरह से planar planar planar होंगे तो यह प्रकृति में अत्यधिक क्रिस्टलीय है इसलिए घुलनशीलता बेहद खराब है बे Planar मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं यह AMPAGlycine N receptor antagonist हैं आप इतना करें कि आप यहां एक acetyl समूह जोड़ते हैं तो क्या होता है अब यह plane नहीं है ऐसा होने के कारण मॉलिक्यूल एक सपाट संरचना नहीं है लेकिन acetyl समूह के कारण इसे इस तरह संरचना मिली है Acetyl समूहों के कारण मॉलिक्यूल इसके जैसा है इसलिए यह non planar हो गया है इसलिए घुलनशीलता यह थोड़ा अनाकार हो गया है इसलिए घुलनशीलता 150 माइक्रोग्राम तक बढ़ गई है यह एक बड़ी वृद्धि है जिसे plane से बाहर कहां जाता है तो किसी भी क्रिस्टलीय सामग्री को यदि आप एक आकार ही सामग्री में परिवर्तित करते हैं तो घुलनशीलता बढ़ जाती है यह संरचनात्मक संशोधन का एक तरीका है कभी कभी वे एक और सामग्री जोड़ते हैं जो दवा के मूल कंपाउंड के क्रिस्टलीकरण को रोकता है ताकि दवा आकारहीन हो जाए ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जब हम दवा का निर्माण करते हैं तो वे एक और कंपाउंड जोड़ते हैं जो क्रिस्टलीकरण को रोक देता है और इसलिए क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है तो फिर से यहां LogP में 593 से 451 की विभिन्नता है तो कंपाउंड की भौतिक स्थिति ठोस अनाकार क्रिस्टलीय बहुरूपी है तो जितना ज्यादा यह अनाकार होगा यह उतना ही विलायक में पहले से घुलनशील घुलनशील होने जा रहा है इसलिए यदि यह एक तरल रूप में है और विलायक की भौतिक स्थिति है तो सॉल्वेंट्स के प्रकार कभी कभी वे सॉल्वेंट को बेहतर बनाने के लिए सहयोगी सॉल्वेंट भी जोड़ते हैं विशेष रूप से IV निर्माण में लवण ions प्रोटीन lipids सर्फेक्टेंट सर्फेक्टेंट भी इसे अधिक घुलनशील बना सकते हैं pH इसे बनाने के लिए pH स्थितियों को संशोधित करता है तापमान तापमान को बदल सकता हूं निश्चित रूप से जब हम मौखिक दवा के बारे में बात करते हैं तो हम तापमान में बदलाव के बारे में बात नहीं कर पाएंगे तो घुलनशीलता को मापने के लिए कई उपकरण है एक को संतुलन का समय कहा जाता है वह समय है जो संतुलित होने के लिए घुलनशील और अघुलनशील रूप में लिया जाता है तो मैं क्या करता हूं मैं एक ठोस दवा लेता हूं इसे विलायक या पानी में डाल देता हूं और फिर मैं देखता हूं कि ठोस और घुलित रूप के लिए इसे संतुलन तक पहुंचने में कितना समय लगता है फिर एक फिल्टर पेपर या एक centrifuge का उपयोग करके ठोस और घुलित मात्रा का आकलन करते हैं मैं ultraviolet mass spec turbidity का प्रयोग करते हुए आकलन कर सकता हूं कि कितनी मात्रा घुल गई है यह कुछ विधियां हैं जिन्हें FDA द्वारा घुलनशीलता का निर्धारण करने के लिए अनुमोदित किया जाता है और यह सभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना केवल उस राशि को जो घुल जाती है बल्कि सामग्री को घुलने में कितना समय लगता है इसलिए हमने कई संरचनात्मक गुणों को देखा Lipophilicity जो घुलनशीलता को प्रभावित करती है तो Lipophilicity को Van der Waals Dipolar hydrogen bond ionic interactions द्वारा निर्धारित किया जाता है आकार मॉलिक्यूलर वेट आकार pKa pKa विघटन नियतांक के अलावा और कुछ नहीं है pKa कार्यशील समूह द्वारा भी निर्धारित किया जाता है किस प्रकार का आयनिक समूह मौजूद है क्रिस्टल ऊर्जा जो क्रिस्टल stacking गलनांक है यह सभी घुलनशीलता को प्रभावित करते हैं अब हम घुलनशीलता की Kinetics और thermodynamics को देखेंगे यह गतिज घुलनशीलता क्या है कंपाउंड को पूर्णतया एक organic solvent मैं घोल दिया जाता फिर जलीय बफर में जुड़ा जाता है घुलनशील कंपाउंड और ठोस कंपाउंड के बीच में संतुलन नहीं होता है इसे गतिज घुलनशीलता कहा जाता है इसका मतलब है आप इसे पूरी तरह से घोल देते हैं और फिर आप इसे दूसरे विलायक में ले जा रहे हैं इसलिए घुलनशीलता बदल जाती है Thermodynamics सीधे प्रकार से ठोस क्रिस्टलाइन पदार्थ में जलीय विलायक को मिलाना और फिर घुलनशील और ठोस पदार्थ के बीच में संतुलन की स्थापना करना है यह thermodynamics घुलनशीलता और दूसरा kinetic घुलनशीलता है Thermodynamics घुलनशीलता घुलनशील और अघुलनशील के बीच में संतुलन पहुंचना है जबकि Kinetics मैं यह घुलनशील अवस्था में है फिर आप इसे दूसरे विलायक में स्थानांतरित करते हैं इसलिए इस फुल घुलित कंपाउंड और ठोस कंपाउंड के बीच में संतुलन नहीं हो पाता है और किसी को kinetic घुलनशीलता कहा जाता है उदाहरण के लिए में मौखिक रूप से एक दवा लेता हूं और दवा पेट में जाती है और फिर पेट खाली हो जाता है इसलिए समय निश्चित है उस समय के अंदर दवा को घुलनशील होना पड़ता है यही कारण है kinetic घुलनशीलता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है Thermodynamics घुलनशीलता है यदि दवा पेट मैं बहुत बहुत लंबे समय तक खाली करने की समस्या के बिना पेट में रहती है तो यह हमेशा एक संतुलन तक पहुंच जाएगी और इसे thermodynamics घुलनशीलता कहा जाता है यह परम घुलनशीलता है तो घुलनशीलता पर शरीर विज्ञान gastrointestinal tract एक गतिशील वातावरण है क्योंकि भोजन आता है पानी अंदर आता है और कुछ समय के बाद एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह खाली हो जाता है तो intestinal tract शरीर विज्ञान gastrointestinal tract मैं प्रजातियों के अंतर का मतलब है एक व्यक्ति में बैक्टीरिया अलग समूह है जबकि दूसरे व्यक्ति में बैक्टीरिया का अलग समूह हो सकता है भोजन हम किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं यह सभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बेशक हमारा बहुत नियंत्रण नहीं है लेकिन औषधि रसायन के रूप में हमारा इस पर अधिक नियंत्रण नहीं है लेकिन यह भी बहुत मायने रखते हैं इसलिए यदि आप gastrointestinal tract के शरीर विज्ञान को देखते हैं तो यह एक सार्वजनिक डोमेन से लिया गया था हमारे पास पेट है फिर यह colon है इसको duodenum कहा जाता है इसको jejunum कहा जाता है फिर इसको ileum कहा जाता है तो भोजन esophagus मैं आता है फिर पेट में फिर duodenum मैं फिर यह jejunum मैं आता है और फिर colon में निचले colon इत्यादि में अब इन क्षेत्रों में से प्रत्येक का सतह क्षेत्र बहुत अलग है क्षेत्रों में से प्रत्येक का pH बहुत अलग है और pH इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन अंदर उपलब्ध है या नहीं उदाहरण के लिए यदि आप पेट में esophagus को देखते हैं तो esophagus मैं पारगमन का समय बहुत तेज हो सकता है 30 मिनट फिर यह 35 घंटे तक चला जाता है सतह क्षेत्र 01 वर्ग मीटर है pH बहुत बहुत कम 14 से 2 है जब यह पूरी तरह से खिलाया जाता है तो यह 3 से 7 तक जा सकता है यदि आप यहां jejunum को देखते हैं तो हम इसे छोटी आंत कहते हैं 3 से 4 घंटे बड़े सतह क्षेत्र को देखिए 120 वर्ग मीटर और फिर pH अधिक है 44 से 66 और फिर 52 से 62 है यदि आप यहां पर ileum को देखते हैं pH 68 से 8 है इसलिए छोटी आंत jejunum का सतह क्षेत्र बहुत बहुत बड़ा है तो हम इस क्षेत्र में पेट की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में दवा का अवशोषण देख सकते हैं और पेट में pH बहुत कम है अब यदि आप colon मैं जाते हैं तो यहां पारगमन का समय 1 से 3 दिन है सतह क्षेत्र 03 वर्ग मीटर है यह बहुत नीचे चला गया है pH भी अधिक है 5 से 8 तो इन क्षेत्रों में से प्रत्येक बहुत अलग है पारगमन का समय बहुत अलग है pH की स्थिति अलग है और अगर आप देखते हैं कि पेट का pH बहुत अम्लीय से लगभग अधिक मात्रा में बदल सकते हैं यह भरे और खाली पर निर्भर करता है इसलिए दवा का अवशोषण प्रत्येक क्षेत्र में बहुत भिन्न हो सकता है इसलिए अगर मुझे तेज क्रिया वाली दवा चाहिए तो मैं चाहता हूं कि यह इसमें घुल जाए अगर मुझे एक सामान्य दवा चाहिए तो मैं चाहता हूं कि यह छोटी आत में घुल जाए तो दवा का अवशोषण बदल सकता है दवा अपनी कार्यशैली इत्यादि को बदल सकती है इसलिए हमें घुलनशीलता को समझने के लिए शरीर क्रिया विज्ञान को और इसलिए दवा की कार्यशैली को समझने की आवश्यकता है तो gastrointestinal कि शरीर क्रिया विज्ञान GI कि अपनी लंबाई क्षेत्र में pH की अलग मात्राएं हैं जैसा कि आप 1 से 5 या 6 तक शुरू कर सकते हैं पेट के pH small intetine की अम्लीय उदासीन colon में क्षारीय pH की यह विस्तृत श्रृंखला लंबा पारगमन समय छोटी आंत का बड़ा सतह क्षेत्र इसलिए अधिकांश दवा को पेट और colon की तुलना में दवाओं का अवशोषण प्राप्त करना चाहिए पूरे GI tract में अम्लीय और क्षारीय दवाओं की अलग अलग घुलनशीलता है जैसा कि आप देख सकते हैं अम्लीय दवाएं जो pKa अम्लीय है क्षारीय दवाई pKa क्षारीय है इसलिए उनके पेट में अलग अलग घुलनशीलता होगी अम्लीय pH में आयनीकरण के कारण और ऊपरी छोटी आंत में क्षार अधिक घुलनशील होंगे इसलिए यदि दवा आएनित हो जाती है तो यह lipid से नहीं जाएगी क्योंकि वह बहुत ध्रुवीय हैं यदि क्षारो को आयनिक नहीं किया जाएगा तो यह इसमें घूमेंगे इसलिए क्षार पेट में घुलनशील होते हैं अम्ल छोटी आंत के बाद के खंड में अधिक घुलनशील होते हैं क्योंकि यह क्षेत्र अधिक क्षारीय होता है तो GI tract का pH विभिन्न प्रजातियों में अलग हो सकता है चूहे और मनुष्य अम्ल के अच्छे स्रावी होते हैं बिल्ली और कुत्ते अम्ल का कम स्त्राव करते हैं इसलिए यदि दवा की घुलनशीलता pH पर निर्भर है तो प्रजातियों में घुलनशीलता का अंतर अवशोषण के विभिन्न परिणाम होंगे इसलिए चूहों में आप pH मैं परिवर्तन प्राप्त करेंगे तो फिर पेट को खाली करने का समय 10 मिनट है खरगोश में 30 मिनट कुत्ते में 40 से 50 मिनट और मनुष्य में 60 मिनट है तो आप एक बड़ा अंतर देखते हैं इसलिए जाहिर है कि विभिन्न प्रजातियों के बीच दवा के खाली होने के कारण दवा के प्रदर्शन में अंतर आ सकता है और जब मैं जानवरों के साथ क्लीनिकल परीक्षण कर रहा हूं तो परिणाम संशोधित हो सकते हैं क्योंकि खाली करने का समय बहुत अलग है तो हम अगली कक्षा में भी इस घुलनशीलता और पारगम्यता पर जारी रखेंगे आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद